पिछली क्लिपिंग में हमने एक लिंक मेंबर या एक एक्सियल मेंबर को देखा अब हम एक ऐसी सिस्टम को देखते हैं जिसे आप इसमें से बना सकते हैं सबसे सरल सिस्टम जिसे आप बना सकते है हमने यहां एक सिस्टम बनाई है और उसके लिए श्री वेंकटेश्वर राव को धन्यवाद यदि आप देखे कि प्रत्येक एक मेंबर है तो बस हम आपको दिखाने के लिए इसे निकालेंगे प्रत्येक एक मेंबर है जहां फाॅर्स अनिवार्य रूप से दो बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ और इसलिए यह एक एक्सियल मेंबर है और इनमें से प्रत्येक मेंबर एक साथ जुडी हुई हैं मुझे इनको एक साथ जोड़ने के लिए एक मिनट दो आप एक स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए ऐसे जाते है याद रखें इसमें से सभी ये ये ये ये ये ये ये और ये साथ साथ पिन किए गए हैं आप इसे यहां देख सकते हैं हम बाद में एक स्ट्रक्चर सिस्टम बनाने के लिए करीब से देखेंगे और इसमें इस तरह के 1 डायमेंशनल एक्सियल या लिंक मेंबर होते हैं ऐसी सिस्टम को ट्रस सिस्टम कहा जाता है कृपया याद रखें कि हमें केवल इन बिंदुओं पर कार्य करने वाले फाॅर्स की आवश्यकता है और वे केवल फाॅर्स थे न कि मोमेंट रिजल्टेंट जिसका अर्थ है कि इस विशेष स्ट्रक्चर को बनाने की एकमात्र संभावना पिन का उपयोग करके है जो इसमें से प्रत्येक को जोड़ती है क्या आप देख पा रहे हैं इनमें से प्रत्येक पीला पिन मेंबर को जोड़ता है साथ ही इसमें हमारी एक और मांग है मेरे पास इनके बीच में फाॅर्स नहीं हो सकता जिसका अर्थ है कि मुझे यह मान लेना चाहिए कि इस विशेष सिस्टम पर कार्य करने वाली फोर्सेज की तुलना में इनका मास नगण्य है मान लीजिए कि मैं एक फाॅर्स लगाता हूं या उदाहरण के लिए मैं इनमें से किसी एक जोड़ को खींचता या धक्का देता हूं और मेरे पास एक स्ट्रक्चर सिस्टम है मैं लोड लेने के लिए स्ट्रक्चरल सिस्टम का उपयोग कर सकता हूं ऐसा ही एक उदाहरण हम विस्तार से देखेंगे और हम इस तरह के एक उदाहरण को देखते हैं मैं इसे ड्रा करता हूं मेरे पास ऐसे मेंबर एक साथ जुड़ गए हैं यदि आप मेरी रफ़ तरीके से की गई ड्राइंग को माइंड नहीं करते है तो इन्हें इन बिंदुओं पर एक साथ पिन किया जाता है और मान लीजिए कि मुझे इसे एक फिक्स फ्रेम में फिक्स करना है तो मैं इसे इस बोर्ड पर फिक्स कर दूंगा यहां एक बिंदु पर यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि संपूर्ण मैं माफी चाहता हूं मुझे यहां एक और जोड़ना है पूरी चीज चल ही सकती है वह स्थिर नहीं रह सकती इसे स्थिर बनाने के लिए मुझे यहां कम से कम एक और रखना होगा जो इसे स्थिर बनाता है तो मुझे इसे भी लागू करने दें इसलिए मैं इस बिंदु पर एक रोलर सपोर्ट लगाऊंगा तो मैं उन्हें A B C D और E नाम देता हूं मैंने क्या नाम दिया है इनमें से प्रत्येक पिन का नाम मैंने अभी रखा है ताकि इन मेंबर में से प्रत्येक को एक नाम मिल सके उदाहरण के लिए इस मेंबर को AC कहा जा सकता है इस मेंबर को AB या BA कहा जा सकता है हम क्या करेंगे हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम एक के बाद एक वर्णानुक्रम में चलें तो मैं इसे AB कहूंगा इसके सापेक्ष यह BE DE BD और BC है अगर आपने इन दोनों को मिलाया होता तो आपके पास AD और BC होता अब हमारे पास कम से कम BC है इसलिए यदि आप ध्यान से देखें तो इन मेंबर में से प्रत्येक का नाम इस आधार पर देना संभव है कि मेंबर का प्रत्येक सिरा कहाँ से जुड़ा है तो यदि आप इस विशेष ट्रस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सभी मेंबर पिन से जुड़े होते हैं इसलिए एक साथ पिन किए जाते हैं दूसरी शर्त जो हम पहले ही लगा चुके हैं वह है फाॅर्स या बाहरी फाॅर्स केवल पिन जॉइंट्स पर ही कार्य करते हैं हम एक और शर्त भी लागु कर सकते हैं लेकिन यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है यानी सभी मेंबर सीधे हैं हम जांच करेंगे कि क्या होता है यदि यह बाद के चरण में सीधे नहीं होता है तो मैं आपको यह आपके लिए एक अभ्यास के रूप में दूंगा अगर वे सीधे हैं तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं इस विशेष धारणा से प्राप्त सभी परिणामों का उपयोग कर सकता हूं और यह देखते हुए कि ये शर्तें संतुष्ट हैं और इसे एक विशेष फिक्स फ्रेम पर पिन किया गया है अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे ट्रस सिस्टम कहा जाता है इसलिए फाॅर्स कार्य कर सकते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास यहां फाॅर्स हो सकता है यहां एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने नहीं जोड़ी है वह यह है कि इनमें से प्रत्येक मेंबर जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं 1 डायमेंशनल मेंबर हैं इसलिए मैं यहां सिर्फ इतना जोड़ूंगा कि सभी मेंबर 1 डायमेंशनल होते हैं सबसे आसान चीजों में से एक जिसे हमने पहले 1 डायमेंशनल मेंबर को ड्रा करने के लिए देखा था इस तरह से ड्राइंग करने के बजाय मैं इन बिंदुओं पर प्रत्येक को जोड़ने वाली केवल एक रेखा खींच सकता था तो चलिए आगे वो खास एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे इसे बहुत तेजी से करने दें इसे ड्रा करना भी आसान है इसे देखते हुए मैं अब A B C D और E लिख सकता हूं और ये सभी 1 डायमेंशनल या लाइन मेंबर हैं और अब मैं यहाँ पर सपोर्ट सम्मिलित कर सकता हूँ यह वही चीज़ है जो मैंने यहाँ खींची है बस यह सुनिश्चित करने के लिए मैं यह इंगित करता हूँ कि ये पिन हैं मैं बस पिन के रूप में अच्छे सर्किल बनाने जा रहा हूँ तो अब मैं उसी ट्रस स्ट्रक्चर को बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगा एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां भूल गया हूं जिसका उल्लेख मैं उस समय कर रहा था जब मैं इस बारे में बात कर रहा था इन मेंबर में से प्रत्येक का वेट उन पर लगाए गए फोर्सेज की तुलना में कम या नगण्य माना गया है तो हम लिखेंगे मेंबर का नगण्य या मैं सीधे लिखूंगा कि वेट नगण्य है